सुप्रभात दोस्तों हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे यह समझने के लिए की क्रूज़ और लोयटर के दौरान खपत होने वाले फ्यूल को कैसे कैलकुलेट करें और इस प्रक्रिया में हमने देखा है कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का विमान उपयोग कर रहे हैं जिसका मूल रूप से मतलब यह है कि हम किस तरह का इंजन उपयोग कर रहे हैं अगर यह जेट संचालित इंजन है तो हमने देखा है कि हम R को लिख सकते हैं और एंड्योरेंस के लिए यह है उसी तरह प्रोपेलर संचालित इंजन के लिए हमें पता है उसी तरह एंड्योरेंस है यह हमने पहले निकाला है हम क्या ढूंढ रहे हैं मान लीजिए कि हम जेट इंजन संचालित विमान की बात कर रहे हैं और मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जा रहा हूं यह दी हुई गति से एक क्रूज़ है फ्यूल की खपत निकालने के लिए हम पहला समीकरण इस्तेमाल करेंगे इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए जिस गति से मैं क्रूज़ कर रहा हूं वह V क्या है C की वैल्यू क्या है और LD की वैल्यू क्या है अगर मैं इन सारी चीजों की वैल्यू जानता हूं तो मैं आराम से Wi Wi 1 लिख सकता हूं जो कि बराबर है W2W1 के अगर मैं इस चित्र को देखूं तो वह बराबर होगा इसलिए अगर आप सही में W2W1 जानना चाहते हैं तो आपको यह पता करना होगा कि इस चरण के दौरान कितने फ्यूल की कितनी खपत हुई है मुझे R की वैल्यू जाननी है यानी की मुझे कितने रेंज तक उड़ना है और अगर यह जेट संचालित इंजन है तो इस तरह के इंजन के लिए थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कितना होगा यह मत भूलिए कि यह सारे इनिशियल साइजिंग प्रॉब्लम है जो हम हैंडल कर रहे हैं कुछ अनुमान होंगे जो ऐतिहासिक डाटा के आधार पर होंगे वह आपको पता है कि आप किस गति पर क्रूज़ करना चाहते हैं एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि हमें किस LD पर उड़ना चाहिए जहां तक LD की बात है हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे हमने LD चुनने के लिए पृष्ठभूमि पहले से बना ली है आइए C पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो है थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन एक बार फिर से थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की परिभाषा को देखेंगे और आप याद करें कि यह जेट के लिए है हम इसे परिभाषित करते हैं फ्यूल वेट की खपत प्रति इकाई थ्रस्ट प्रति इकाई समय इसलिए सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो Ct फ्यूल खपत की दर प्रति इकाई थ्रस्ट है और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर दिए हुए हैंडआउट और उपलब्ध डिज़ाइन चार्ट में सारी चीजें FPS यूनिट में या कभी कभी असंगत यूनिट में है अगर आप पुरानी किताबें पढेंगे या कुछ नई किताबें भी पढेंगे तो उनमें यूनिट FPS होगा काफी कोशिशें हुई है इसे SI यूनिट में बदलने की लेकिन आप समझ सकते हैं कि वह सारे औजार जिग्स और जुड़नार जो पहले से बन चुके हैं वह FPS सिस्टम के आधार पर बने हैं इसलिए SI यूनिट में बदलने में काफी अवरोध है लेकिन चीजें सुधर रही है चुंकि ज्यादातर किताबें उन सारे कैलिब्रेशन और कोरिलेशन को FPS यूनिट में देती है इसलिए मैं भी FPS यूनिट इस्तेमाल करूंगा लेकिन काफी सावधानी के साथ ताकि आप लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके आप देखेंगे कि ज्यादातर किताबों मैं C को pound of फ्यूल प्रति घंटा प्रति pound of फ्यूल में लिखा गया है इसलिए यह फ्यूल खपत की दर प्रति इकाई थ्रस्ट है जोकि pound में है और अगर मैं इसे विस्तार करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी यूनिट 1 बटा घंटे के हिसाब से होगी उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि C की वेल्यू ऐसे केस के लिए 05 प्रति घंटा हो सकती है लेकिन जब आप इस समीकरण को इस्तेमाल करना चाहेंगे हमें यूनिट्स को संगत में रखना है मेरे उदाहरण FPS यूनिट के साथ है इसलिए C को मुझे प्रति सेकंड में बदलना होगा यह बहुत जरूरी है और आप देखेंगे कि जब मैं उदाहरण बनाऊंगा तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा यह एक अवलोकन है दूसरा अवलोकन यह है की हालांकि हम जेट इंजन संचालित विमान का उदाहरण दे रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रोपेलर संचालित विमान को कैसे हैंडल करें उस केस में C यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को कैसे हैंडल करें मुझे लगता है कि मुझे इस जगह पर बताना चाहिए कि उसे कैसे हैंडल करें उस पर आने से पहले मैं आपको बता रहा हूं की सामान्य रूप से C की वैल्यू क्या होती है मैंने क्रूज़ के लिए करीबन 05 या 06 लिखा है यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है ताकि हम इंजन के आधार पर यह नंबर चुन सके आप एक चार्ट देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा यह सामान्य रूप से आपको अलग अलग तरह के इंजन के लिए Ct बनाम माक नंबर देगा अलग अलग तरह के इंजन संयोजन विमान और माक नंबर जिस पर आप उड़ रहे हैं उसके आधार पर आप Ct की वैल्यू ऐतिहासिक डेटा से ले सकते हैं मैं फिर से एक बार दोहरा दूंगा कि यह सारी चीज शुरुआती प्रिलिमनरी साइजिंग है इसलिए यह सब मार्गदर्शक नंबर है अंत में हमें इन सब को बेहतर बनाने के लिए बदलना है अब प्रोपेलर वाले भाग पर वापस आते हैं ज्यादातर किताब में कुछ नोटेशन इस्तेमाल होते हैं और मैं भी और उस नोटेशन का पालन करूंगा आइए देखते हैं कि प्रोपेलर के लिए हम Cbhp इस्तेमाल करते हैं इसे हम ऐसे परिभाषित करते हैं पाउंड ऑफ फ्यूल प्रति घंटा जो प्रोपेलर शाफ्ट में एक हॉर्स पावर उत्पादित करता है यह प्रोपेलर शाफ्ट पर बहुत जरूरी है कंबशन के बाद शाफ्ट पर कितना पावर उपलब्ध है हम इसकी बात कर रहे हैं आपको पता है कि प्रोपेलर शाफ्ट पर पावर उपलब्ध है लेकिन आप उसमें से कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वह निर्भर करता है कि आप किस तरह का प्रोपेलर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी कितनी है अब सवाल यह आता है कि इस उपलब्ध पावर और पावर की निकासी से हम यह जानना चाहते हैं कि कितने थ्रस्ट का उत्पादन होगा यह हमें एक बेहतर समझ देगा डिज़ाइन के शुरुआती नंबर्स को चुनने में थ्रस्ट उत्पादन के आधार पर Ct और Cbhp की व्याख्या में समानता होगी इसलिए अब हम वह करेंगे जो ज्यादातर किताबें करती है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है हम लिखेंगे की इंजन प्रोपेलर के द्वारा थ्रस्ट उत्पादित करता है जिसकी एफिशिएंसी ηp है लेकिन जैसा कि मैंने बताया शाफ्ट पर उपलब्ध पावर कितना है प्रोपेलर की एफिशिएंसी क्या है यह तय करेगा कि कितना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम यह बोल रहे हैं कि इंजन प्रोपेलर के द्वारा थ्रस्ट उत्पादित कर रहा है जिसकी एफिशिएंसी ηp है इसी सवाल को हम देखेंगे ताकि हमारे पास Ct और Cbhp की समझ में समानता आए तो अगर मैं यह करूं तो मैं लिखूंगा की C फ्यूल वेट प्रति इकाई समय बटा थ्रस्ट है जो कि असल में Ct है यानी कि थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन और अब हमें यह भी पता है कि Cbhp फ्यूल रेट प्रति इकाई हॉर्सपावर है यह दो तरीके हैं Ct परिभाषित करने के जो है थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन प्रोपेलर संचालित विमान के लिए और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि Ct और Cbhp किस तरह से जुड़े हुए हैं हम जानना चाहते हैं की दिए हुए Cbhp के लिए यह प्रोपेलर संचालित विमान कितना थ्रस्ट उत्पादित करेगा अब हम Ct इस्तेमाल करेंगे और इससे हम Cbhp की तरह लिखेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दिए हुए Cbhp की वैल्यू के लिए हम विमान से कितने थ्रस्ट की उम्मीद कर सकते हैं वापसी में मैं Ct और Cbhp के बीच के संबंध को ढूंढ रहा हूं इसलिए हम Cbhp की परिभाषा में वापस जाते हैं जो है पाउंड ऑफ फ्यूल प्रति घंटा प्रोपेलर शाफ्ट पर 1 हॉर्स पावर उत्पादित करने के लिए हमें पता है की पावर शाफ्ट पर उपलब्ध पावर इस बात पर निर्भर करेगा की हम किस तरह की एफिशिएंसी वाला प्रोपेलर इस्तेमाल कर रहे हैं विमान को थ्रस्ट देने के लिए तो यहां पर वही चीज़ लिखी हुई है इंजन प्रोपेलर जिसकी एफिशिएंसी ηp है के द्वारा थ्रस्ट उत्पादन करता है अब अगर हम ηp की परिभाषा को देखें तो हम यहां आएंगे जहां ηp को ऐसे परिभाषित किया गया है क्योंकि यह हॉर्स पावर ब्रेक पर उपलब्ध है अंत में आपको कितना थ्रस्ट पावर आउटपुट मिल रहा है जो आप के विमान को आगे बढ़ा रहा है तो अब अगर मैं थोड़ा और लिखूं तो मुझे पता है कि थ्रस्ट पावर आउटपुट है 𝑇ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑇𝑉 V वह गति है जिससे विमान उड़ रहा है और हॉर्स पावर इनपुट क्या है वह है हॉर्स पावर hp ब्रेक पर लेकिन यूनिट्स में संगत लाने के लिए मुझे 550 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हॉर्स पावर से FPS पावर यूनिट में बदलने के लिए संबंध पता है इसलिए एक बार मुझे इस समीकरण से ηp पता चल जाए तो मैं लिख सकता हूं Thrust 550php अब वापस आते हैं हमारा उद्देश्य क्या है मुझे Ct और Cbhp के बीच का संबंध बनाना है इसलिए मैं Ct से शुरू करूंगा Wf time फ्यूल खपत होने की दर है बटा थ्रस्ट और Wf time के लिए मैं यह समीकरण इस्तेमाल करूंगा अब थ्रस्ट के लिए मैं यह समीकरण इस्तेमाल करूंगा तो मुझे मिलेगा तो अंत में मुझे यह संबंध मिलेगा तो यह आपको बताएगा कि कितना थ्रस्ट निकाला गया है प्रोपेलर या इंजन पावर के द्वारा रेटेड होता है उसका मतलब क्या है डिजाइनर के इनपुट में यह रहेगा की ηp अगर 08 है तो 1 हॉर्स पावर को आप 450 फीट प्रति सेकंड पर एक पाउंड थ्रस्ट के बराबर सोच सकते हैं यह बहुत जरूरी है कि जब आप विमान डिजाइन कर रहे हैं तो आपको नंबर्स की समझ होनी चाहिए जैसे कि 1 हॉर्स पावर मतलब 450 फीट प्रति सेकंड गति पर एक पाउंड थ्रस्ट लेकिन आप यह भी देख सकते हैं की इस संबंध के लिए V और ηp चाहिए होता है Ct आर Cbhp भी इस चीज के फंक्शन होते हैं कि आपने अपने इंजन को किस सेटिंग पर रखा है लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं अभी तक के एक्सरसाइज अनुमानित नंबर पाने के लिए है ताकि हम अपना विमान कंफीग्रर करना शुरू कर दें जो कि हमारा प्रिलिमनरी कंफीग्रेशन डिजाइन होगा मैंने सोचा कि इसे पहले ही साफ कर देना चाहिए इससे पहले कि हम इसे आगे इस्तेमाल करें अगर आपको इस भाग में कोई परेशानी है तो फोरम पर जरूर लिखें क्योंकि एक डिज़ाइनर होने के नाते आपको यह सारी चीजें अच्छे से समझनी है और एक भावना विकसित करनी है मैं आपको कुछ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नंबर दूंगा जोकि जेट इंजन विमान के लिए टर्बो जेट के लिए क्रूज़ के लिए और लोयटर के लिए है अगर मैं यहां दिखाऊं तो वैल्यू 09 है या 08 के करीब है और लो बाईपास टर्बो फैन जो कि हम अपने उदाहरण में इस्तेमाल करेंगे आप हाई बायपास रेश्यो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह वैल्यू क्रूज़ के लिए 08 और लोयटर के लिए 07 के आसपास है हाई बाईपास रेश्यो इंजन के लिए यह वैल्यू 05 और लोयटर के लिए 04 है यह सारे नंबर्स जेट इंजन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अब अगर आप प्रोपेलर संचालित इंजन पर आते हैं तो आपको पता है कि प्रोपेलर के लिए मान लीजिए कि मैं आपको Cbhp की वैल्यू देता हूं तो अगला वैल्यू आपको η चाहिए होगा क्योंकि आप समझते हैं कि जब हम Ct का अर्थ Cbhp के द्वारा समझना चाहते हैं तो यह प्रोपेलर एफिशिएंसी की अलग अलग वैल्यू के लिए बदलेगा इसलिए यह वैल्यू इस तरह से दिए हुए हैं एक पिस्टन फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के लिए यह वैल्यू क्रूज़ के लिए 04 और η 08 होगा और लोयटर के लिए 05 और η 07 होगा न्यूमैरेटर में Cbhp की वैल्यू है और डिनॉमिनेटर में η की वैल्यू है इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने देखा है कि Ct और Cbhp η से जुड़े हुए हैं उसी तरह पिस्टन प्रोप लेकिन वेरिएबल पिच के लिए यह वैल्यू 04 बटा 08 और 05 बटा 08 है यानी कि Cbhp की वैल्यू 05 है और η की वैल्यू 08 है टर्बो प्रोप जो कि बहुत मशहूर है के लिए यह वैल्यू 05 बटा 08 और 06 और η 08 है यह सब आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर्स है L का मतलब लोयटर और C का मतलब क्रूज़ है यह एक दिशा निर्देश है Cbhp और Ct के वैल्यू चुनने के लिए यह निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं यह किस लिए है यह ये पता करने के लिए है की क्रूज़ या लोयटर के दौरान ईंधन की कितनी खपत हुई है तो आइए एक उदाहरण बनाते हैं हम काफी सारे समीकरण के बारे में बात कर चुके हैं और इसकी काफी संभावना है कि आपका ध्यान भटक सकता है एक अनुप्रयोग पर वापस आते हैं ताकि यह आपके दिमाग में चला जाए उदाहरण के लिए यह स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक का क्रूज़ है मान लेते हैं कि यह करीबन 9114000 फीट जोकि तकरीबन 1500 नॉटिकल मील के बराबर है मैं यह यूनिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शॉप फ्लोर के ज्यादातर इंजीनियरिंग दस्तावेज़ नॉटिकल मील में होते हैं अगर यह एक DGCA रेगुलेशन है तो वह नॉटिकल मील और FPS सिस्टम में रहेगा आप हमेशा उसके समतुल्य SI यूनिट वैल्यू ढूंढ सकते हैं तो यह रेंज है इस केस में हम इंधन की खपत को निकालने में ध्यान केंद्रित करेंगे अगर विमान पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जा रहा है जिसकी रेंज इतनी फीट है और गति 06 माक है तो फ्यूल फ्रेक्शन कितना है यह सवाल है कि W2W1 क्या है अगर मुझे यह रेशियो पता है तो मुझे इंधन की खपत भी पता होगी अगर वेट W1 पता है तो हम यह कैसे करेंगे हम यह मान रहे हैं कि हम जेट इंजन और हाई बायपास रेशियो की बात कर रहे हैं गति 06 माक है और रेंज 9114000 फीट है हमने जो भी सीखा है उसका कैसे इस्तेमाल करें हम बात कर रहे हैं रेंज की तो जेट के लिए रेंज हमें पता है हमें मिलेगा इस समीकरण को इस्तेमाल करने से पहले हमें खुद से एक सवाल करना होगा हमें किस LD पर उड़ना चाहिए ताकि R अधिकतम हो इस सवाल को हम फिर से देखेंगे कि दी हुई गति V पर हमें किस LD पर उड़ना चाहिए ताकि रेंज अधिकतम हो आपको जवाब पहले से पता है हम इस सवाल को बनाने के बाद वापस आएंगे अगर आपको याद नहीं है तो हमने इस बारे में बात की है तो मैं आपको याद करा दूं कि हमने जेट के लिए देखा था कि क्रूज़ वाले भाग के लिए मुझे 0866LDmax पर उड़ना चाहिए और अगर मैं लोयटर कर रहा हूं तो मुझे LDmax पर उड़ना चाहिए यह चीजें हमने पहले के लेक्चर में देखी है अब आपको पता है कि अगर आपको W2W1 जानना है तो आपको C की वैल्यू पता होनी चाहिए R और V की वैल्यू पहले से पता है हमें कितने LD पर उड़ना चाहिए क्योंकि हम जेट विमान में रेंज की बात कर रहे हैं इसलिए LD 0866 LDmax होना चाहिए इसलिए मुझे यह पता होना चाहिए कि हम किस LDmax पर उड़ रहे हैं इसलिए मैं अगले लेक्चर में इसकी बात करूंगा लेकिन आज मैं C पर ध्यान दे रहा हूं हम C को संगत के साथ कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमें सही नंबर मिले काफी लोग यहां पर गलती करते हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग C को हैंडल नहीं कर पाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके यूनिट्स बहुत ही अजीब तरीके से दिए हुए होते हैं इसलिए मैं यहां समय दे रहा हूं तो अब हमने देखा है कि हाई बाईपास रेश्यो टर्बोफन के लिए Ct की वैल्यू तकरीबन 05 प्रति घंटा है अगर आप साहित्य या कोई भी डिज़ाइन हैंडबुक देखें या Raymer का पुराना एडिशन भी देखें तो उसमें यूनिट्स इसी तरह है नये एडिशन में कुछ बदलाव है लेकिन हमें पता है कि हमें Ct को सेकंड में बदलना होगा क्योंकि हम FPS में काम कर रहे हैं तो यह समतुल्य है 00001389 प्रति सेकंड बटा 3600 के तो अब हम संगत में है हालांकि यह प्रति घंटा मे दिया गया है हमने इसे प्रति सेकेंड में बदल दिया है क्योंकि हम FPS सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं Ct को मैंने सुधार दिया है R को मैंने फीट में लिया है तो वह संगत में है V 06 माक है तो इसलिए मैं इसे 06 गुना 340 मीटर प्रति सेकंड लिखूंगा छात्र हमें इससे FPS यूनिट में बदलना होगा नहीं यह गलत होगा क्योंकि यह 06 माक है और मुझे FPS यूनिट में काम करना है तो मुझे लिखना होगा V बराबर 06 गुना ध्वनि की गति FPS यूनिट में और वह है 9948 फीट प्रति सेकंड यह FPS यूनिट में ध्वनि की गति है अब हम सब जानते हैं इसलिए सारे नंबर्स को यहां डालेंगे तो अब LD हमें पता है 0866 गुना LDmax LDmax को हम 16 लेंगे हमने अभी तक यह बात नहीं की है कि LD को कैसे चुनेंगे हम LDmax को चुनने के बारे अगली कक्षा में बात करेंगे इस सवाल के लिए आप LDmax को 16 लेंगे ज्यादातर विमानों में 15 16 17 यह सारे LDmax के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वैल्यू है यहां पर जरूरी क्या है क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जेट संचालित इंजन को हमें LD बराबर 0866LDmax पर उड़ाना है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें W2W1 बराबर 0852 मिलेगा तो इस रेश्यो से अगर हमें W1 पता है तो इस दौरान ईंधन की खपत भी हमें पता है उसी तरह हम लोयटर के लिए भी कर सकते हैं सिर्फ समतुल्य नंबर्स बदल जाएंगे अंतिम उदाहरण में हम सभी चीजों को साथ में लेंगे लेकिन यह बेहतर होगा कि हम खंड अनुसार सभी यूनिट्स के बारे स्पष्ट हो क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि यूनिट्स बहुत असंगत है खासकर C और Ct जैसी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद